ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के मॉड्यूल 33 में आपका स्वागत है हम एक्टिविटी डायग्रामको देखना होगा रूपरेखा जो मैंने पिछले मॉड्यूल को परिभाषित करता है जो हमने यहां कवर किया है विशेष रूप नीले रंग में दिखाया गया है इसलिए हम जल्दी से पुनरावृत्ति करेंगे हमने एक्टिविटी डायग्रामके बारे में चर्चा की इसलिए इससे पहले कि आप इस मॉड्यूल हो सकता है

तो कंट्रोल नोड की शुरुआत है तो यह एक प्रारंभिक नोड है एक डिसीजन नोड्स बाहर जा रहा है जो दिखाता है कि कैसे विभिन्न प्रवाह जो इस तरफ से आ रहा था और इस तरफ से आ रहा था वास्तव में अगले के लिए इसका प्रभाव हो रहा है तो यह मर्ज नोड में एक ही समय पर शुरू होंगी दूसरी ओर एक ज्वाइन नोड हो रही हैं जो अधिकांश स्थितियों में बहुत आम है आप में से जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे दिखेंगे इसलिए यदि हम गहराई में जाते हैं तो प्रारंभिक नोड को रोकता है जिसे हमने पहले ही देखा है लेकिन एक फ्लो हो रहे हैं इस पर आगे बढ़ते हुए डिसीजन नोड्स क्या है जिसको टोकन को लेना है जिससे निर्णय लिया जा सके तो यहाँ कुछ ऑर्डर स्टेटस को उल्लिखित करें उदाहरण के लिए हम इसे यहाँ दिखा रहे हैं यह वह जगह है जहां आप जाते हैं यदि प्राथमिकता 1 है यह वह जगह है जहां आप जाते हैं अगर प्राथमिकता 2 है और यह वह जगह है जहां आप जाते हैं यदि प्राथमिकता 1 या 2 के अलावा कुछ और है इसलिए यदि टोकन किया जाता है तो यह डिसीजन नोड्स हैं

तो यह है कि यह कहता है कि यह एक डिसीजन इनपुट सही या गलत है इसलिए यदि आप यहां आते हैं तो यह सही है जिसका अर्थ है कि आइटम से आ रही है और उस स्थिति के आधार पर उन कंडीशन के विभिन्न वैल्यू करते है इसी तरह आपके पास मर्ज नोड्स जारी है जैसे ही उनमें से कोई भी आया है इसलिए अगर यहां कोई टोकन 3 अलग अलग तरीकों से शाखाओं में बटकर बाहर निकल रहा है तो अगर यह है कि आपके पास एक अनोखी स्थिति है जिसके माध्यम से इस शाखा का फैसला किया जा सकता है और यह एक ऐसा बिंदु है जहां यह दिखाने का एक और तरीका यह हो सकता है कि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे दिखाते हैं यह एक मर्ज के रूप में है तो आपके पास एक आउटफ्लो यहाँ आ रहा है यह निकल गया और तुम्हारे पास एक और हीरा है तो यह मर्ज नोडखाली नहीं हो सकती है निश्चित रूप से आपके पास खाली ब्लॉग नहीं हो सकता है लेकिन अगर यह 0 से अधिक है लेकिन 1000 से कम है तो यह एक गार्ड कंडीशन को प्रदर्शित करते हैं तो यह एक्टिविटी कंकररेन्सी के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे इसीलिए इसको मैंने शुरूआत में ही समझाया है तो फोर्क एक ही समय में होने लगते हैं तो यह फोर्कहै तो यहाँ आपके पास 3 कंट्रोल यहाँ से शुरू नहीं होगा यह इसे शुरू करने में सक्षम नहीं होगा इसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक टोकन पर तुरंत शुरू होगा लेकिन यहाँ यदि फ्लो में पुनः संयोजित करना होगा तो यह महत्वपूर्ण हिस्सा है और जैसा कि आप डिसीजन करते है यहां पर कुछ एक्टिविटीज है जो संदर्भ से स्पष्ट होनी चाहिए और फिर सभी को एक साथ पूरा करने के लिए आप सभी की प्रतीक्षा करते हैं इसलिए हम सिर्फ एक उदाहरण दिखा रहे हैं यह एक ऐसा है जैसे कि आपको एक्टिविटीरूप से होते हैं इसलिए जैसे ही संकेत आता है कि कंप्यूटर को तैयार किया जाना है प्रिपेयर केस भी तैयार न हो इसलिए दोनों को तैयार रहना होगा तो यह एक कारण है कि यहां आपको फोर्क का मूल उद्देश्य है और आप यह भी देख सकते हैं कि हम यहां कुछ ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो एक बहुत ही विशेष प्रतीक है एक तीन तरफ़ा यह उल्टा तीन तरफ़ा प्रतीक यहाँ है बस ध्यान दें कि यह एक इसका मतलब है कि तैयार मदरबोर्ड की तरह है तो आप कह रहे हैं कि यह आगे विस्तृत हैइसलिए हम देखेंगे कि मदरबोर्ड एक्टिविटी करें तो यह अक्सर होता है कि आप कैसे दिखाते हैं किसी अन्य एक्टिविटी का उपयोग इस पर निर्णय लेने के लिए कैसे करते हैं इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग निकल रहा है इसलिए कई फ्लो को कैसे समझ सकते हैं यह एक प्रोडक्ट प्रोसेसिंगहै और यह न्यूयॉर्क देखने से शुरुआत करते हैं और यह एक नया प्रोडक्ट दिखा रहा हूं इसलिए डिजाइनका पता ग्राहक लगाएगा इसलिए इन दोनों को कंकर्रेंटलीभी शुरू होती है देखो तो यह फोर्किंगपूरी हो जाए और प्रोडक्टहै जिसे हमने देखा है इसलिए आखिरकार हम उस ओवरव्यू डायग्राम बंद हो सकता है तो यह एक मर्ज नोड में जाने के लिए तो यह ये विभिन्न उदाहरण हैं इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने विशेष रूप से एक एक्टिविटी डायग्रामहैं और इसको ज्वाइन करने के लिए किया गया है और हमने कुछ उदाहरणों पर चर्चा की है जिनकी आप फिर से समीक्षा कर सकते हैं और आप स्वयं समाधान बनाने का प्रयास कर सकते हैं